इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर में आपका स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 13 है और आज हम दो वेरिएबल के फंक्शन की डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट टेस्ट को पढ़ेंगे यह एक से ज्यादा वेरिएबल के फंक्शन की डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है और कुछ वर्कड प्रॉब्लम भी इस लेक्चर में की जाएंगी पिछले लेक्चर में हमने दो वेरिएबल के फंक्शन की डिफ्रेंशिएबिलिटी को पहले ही डिस्कस कर लिया है

हम यह दिखाएंगे कि यह डिफ्रेंशिएबिलिटी इस लिमिट के इक्विवेलेंट है जहां डेल्टा रोजोकि स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा या स्क्वायर है अगर हम यहां पर लिमिट लें डेल्टा z dz ओवर डेल्टा रोजहां डेल्टा रोगोज़ टू जीरो यदि यह जीरो है तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर डिफ्रेंशिएबिलिटी एंपलाई करती है कि यह लिमिट जीरो है और यह लिमिट जीरो डिफ्रेंशिएबिलिटी को एंपलाई करती है अतः दोनों डेफिनेशन डिफ्रेंशिएबिलिटी की टेस्ट के लिए डिफ्रेंशिएबिलिटी⟺ z dz 0ρx2y2 अब हम यह दिखाएंगे कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यह लिमिट जीरो होनी चाहिए अतः यदि f डिफरेंशिएबल है इसका मतलब यह है कि हम डेल्टा z को एक्सप्रेस कर सकते हैं a डेल्टा x प्लस b डेल्टा y और प्लस इप्सिलोन 1 डेल्टा x प्लस इप्सिलोन 2 डेल्टा y मैं अब यह dz को ही हम डिफरेंशियल कहते हैं और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशियल की तरह लेंगे इस डेल्टा रोसे डिवाइड किया जाएगा जहां पर डेल्टा रोस्क्वायर रूट ऑफ़ डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर से लिया जाता है जब हम डिवाइड करते हैं तब हमारे पास राइट हैंड साइड में इप्सिलोन 1 डेल्टा x ओवर डेल्टा रोप्लस इप्सिलोन 2 डेल्टा y ओवर डेल्टा रोआता है z dz1x2y अब हम यहां लिमिट लेते हैं डेल्टा x गोज़ टू जीरो और डेल्टा y गोज़ टू जीरो और अब जो करते हैं की राइट हैंड साइड में जब यह लिमिट डेल्टा x और डेल्टा y 0 लिखे जाते हैं हम यह पहले से ही जानते हैं कि यह इप्सिलोन वन और यह इप्सिलोन 2 जीरो की तरफ जाएंगे जब डेल्टा x और डेल्टा y जीरो की तरफ जाते हैं लेकिन इप्सिलोन वन के साथ जो टर्म है डेल्टा x ओवर डेल्टा रो और डेल्टा y ओवर डेल्टा रो यह दोनों ही बॉउंडेड हैं हम यह आसानी से देख सकते हैं क्योंकि डेल्टा रो स्क्वायर रूट डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर के बराबर है तो यह टर्म क्योंकि यह बड़ी है डेल्टा1 से और यहां पर डेल्टा y स्क्वायर भी जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं यह टर्म निश्चित ही डेल्टा x से बड़ी है अतः डेल्टा x ओवर डेल्टा रो का मोडिलुस या एब्सॉल्यूट वैल्यू 1 से बॉउंडेड इसी तरह इस डेल्टा y ओवर डेल्टा रोकी एब्सॉल्यूट वैल्यू भी 1 बॉउंडेड है जब हम यह लिमिट डेल्टा रोगोज़ टू 0 लगाते हैं तब यह साइड जीरो हो जाएगी क्योंकि इप्सिलोन 1 0 की तरफ जाता है और यह इप्सिलोन 2 भी जीरो की तरफ जाता है जब हम लेते हैं तो हम करते हैं क्योंकि इन दोनों टर्म की बाउंडनेस और हम यह प्रॉपर्टी भी जानते हैं इप्सिलोन वन और इप्सिलोन दो ज़ीरो की तरफ जाते हैं जबकि डेल्टा रोगोज़ टू जीरो अर्थात डेल्टा x गोज़ टू जीरो और डेल्टा y गोज़ टू 0

Δxx2y2xΔyx2y2y हम z में वेरिएशन जोकि डेल्टा z है को लिख सकते हैं dz प्लस इप्सिलोन 1 डेल्टा x प्लस इप्सिलोन 2 डेल्टा y जोकी एंप्लॉय करता है यह dz राइट हैंड साइड में जाता है और यह इप्सिलोन 1 है और यह एक इप्सिलोन 2 है जिनकी यह प्रॉपर्टी है की है जीरो की तरफ जाते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा है ⟹Δzdz1Δx2Δy ⟹f की डिफ्रेंशिएबिलिटी यह जीरो हो जाएगा और यह भी जीरो की तरफ जाएगा तब हम लिख सकते हैं इस डेल्टा z को dz प्लस इप्सिलोन 1 डेल्टा x इप्सिलोन डेल्टा y और यही डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है अतः हमने यह ऑब्जर्व किया है कि यह डिफ्रेंशिएबिलिटी की इक्विवेलेंट डेफिनेशन है डिफ्रेंशिएबिलिटी एंपलाई करती है की है लिमिट जीरो होनी चाहिए और हम भी यह देखते हैं कि यह लिमिट जीरो है अर्थात फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए अतः हम इस लिमिट डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं क्योंकि इस लिमिट को ज्ञात करना आसान है डेल्टा z को इस dz और इप्सिलोन डेल्टा x डेल्टा y की टर्म में एक्सप्रेस करने से इसलिए ज्यादा समय हम डिफ्रेंशिएबिलिटी को प्रूव करने के लिए इस डेफिनेशन का यूज करेंगे क्योंकि यह दूसरी डेफिनेशन से आसान है अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं और हम यह दिखाएंगे की फंक्शन कंटीन्यूअस है और पार्शियल डेरिवेटिव भी एक्सिस्ट करते हैं यह दोनों डिफ्रेंशिएबिलिटी की नेसेसरी कंडीशन है अतः इन दोनों के बेसिस पर हम यह नहीं कह सकते की फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है अतः यह एक एग्जांपल है हम यह दिखाएंगे की फंक्शन कंटीन्यूअस है और दोनों पार्शियल डेरिवेटिव fx और fy एक्सिस्ट करते हैं फिर भी फंक्शन डिफ्रेंशिएबल नहीं है सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव का एक्जिस्टेंस हम यह जानते हैं की पॉइंट 0 0 पर fx की डेफिनेशन से और हम 00 पर कंटिन्यूटी का एक्जिस्टेंस भी दिखा देंगे लेकिन फिर भी फंक्शन ओरिजन पर डिफ्रेंशिएबल नहीं है यहां 00 पर fx डेफिनेशन के अनुसार लिमिट डेल्टा x गोज़ टू जीरो f डेल्टा x जीरो माइनस f00 ओवर डेल्टा x fxyxyx2y2xy00 0xy≠00 अब तक यह जीरो होगा क्योंकि यह प्रोडक्ट xy है तो जब हम इस f का आर्गुमेंट जीरो लेते हैं तब यह फंक्शन को जीरो बना देता है और f00 शून्य हो जाता है तब यह जीरो माइनस जीरो यह जीरो हो जाता है और यह भी जीरो जाता है तो फिर जीरो माइनस जीरो ओवर डेल्टा x तब हमें मिलता है जीरो इसी प्रकार एस y 00 यह है f जीरो डेल्टा y माइनस f00 और क्योंकि फिर से एक्स का आर्गुमेंट जीरो है तब यह प्रोडक्ट फिर से जीरो हो जाएगा और यह भी जीरो है तो जीरो माइनस जीरो फिर से हमारे पास जीरो आता है fx00fx0 f00x 0 fy00f0y f00y 0 अतः 00 पर पार्शियल डेरिवेटिव का एक्जिस्टेंस हमने देखा है और x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव fx0 y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू जीरो है कंटीन्यूटी के बारे में हमने पहले भी टेस्ट किया था अब हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदल लेते हैं जिससे यह आसान हो जाएगा तो x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा होगा हम यहां रख सकते हैं फिर हम लिमिट लेंगे आर गोज़ टू जीरो जब हम x को rcos थीटा और y को r sin थीटा रखेंगे तब क्योंकि r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r है तब यह दोनों r कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा आर cos थीटा sine थीटा जहां पर r गोज़ टू जीरो यह cos थीटा sin थीटा बॉउंडेड है अतः यह लिमिट जीरो की तरफ़ जाएगी fxy r cos sin 0f00 यहां पर 00 पर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है इसलिए यह फंक्शन f कंटीन्यूअस है और इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव का एक्जिस्टेंस है कंटिन्यूटी की बात हो चुकी है अब हम इस फंक्शन के डिफ्रेंशिएबिलिटी की बात करेंगे

fx00fx0 f00x1 fy00f0y f00y 2 अब हम इस फंक्शन की कंटीन्यूटी पर आते हैं यह आसान है हम इसे पोलर में कन्वर्ट कर दें तो x आर cos थीटा तथा y r sin थीटा के बराबर रखें तब हम यह देख सकते हैं कि यह r स्क्वायर हो जाएगा और यह आर क्यूब बन जाएगा इस तरह से हम r प्राप्त करेंगे न्यूमैरेटर से और साथ ही cos क्यूब थीटा प्लस 2 साइन क्यूब थीटा एक बॉउंडेड फंक्शन है जहां पर r गोज़ टू जीरो और यह लिमिट भी जीरो हो जाएगी x32y3x2y2 r3 2r3 r2 0f00 अब यह लिमिट शून्य के बराबर है फंक्शन की वैल्यू की जीरो है तो यह फंक्शन कंटीन्यूअस है parcel डेरिवेटिव पार्शियल भी एग्जिट करते हैं और फंक्शन कंटिनेस है कंटीन्यूअस अब हम यह देखेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है इसके लिए हमें लिमिट वापस देखनी होगी यह डेल्टा z डिफरेंस है जो कि फिर से जीरो और डेल्टा x डेल्टा y है अतः यह xy डेल्टा x डेल्टा y से रिप्लेस कर दिया जाएगा डेल z ओवर डेल x पॉइंट 00 पर 1 है और यह 2 तब हमारे पास डेल्टा x प्लस टू डेल्टा y और फिर से लिमिट लेने पर यह 1 है ओवर रोऔर फिर यह डेल्टा z जोकि डेल्टा x स्क्वायर प्लस टू डेल्टा y स्क्वायर है और यह डेल्टा y स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर है zf0x0y f00Δx32Δy3Δx2Δy2 dz∂z∂xx∂z∂yΔyx2Δy माइनस यह dz डेल्टा x प्लस दो डेल्टा y और यह सिंप्लीफाय होने के बाद डेल्टा x स्क्वायर डेल्टा y स्क्वायर डिनॉमिनेटर में रहेगा तब डेल्टा x स्क्वायर और टू टाइम्स डेल्टा y स्क्वायर माइनस यह प्रोडक्ट जो हमें डेल्टा x क्यूब और माइनस टू टाइम्स डेल्टा x स्क्वायर और डेल्टा y देगा तब हमारे पास डेल्टा y स्क्वायर डेल्टा x माइनस टू टाइम्स डेल्टा y क्यूब मिलेगा यह टू टाइम्स डेल्टा y क्यूब है यहां भी यह क्यूब है अतः यह डेल्टा x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा y भी कैंसिल हो जाएगा और हमें केवल यह दो टर्मस मिलेंगे जिसमें डेल्टा y स्क्वायर और x स्क्वायर होगा और हमें मिलेगा टू टाइम्स डेल्टा x स्क्वायर डेल्टा y डेल्टा एक्स और डेल्टा y को है यह डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर साथ में आ जाएंगे और हमें यह पावर मिलेगी 32 1x2y2x32y3x2y2 x2Δy Δρ→0 ΔxΔy2 2Δx2ΔyΔx2Δy232 यदि हम पाथ डेल्टा y बराबर m डेल्टा x ले तब फिर से वही सिचुएशन आएगी तब हम डेल्टा x क्यूब कॉमन ले लेंगे और यह डेल्टा y स्क्वायर m डेल्टा x स्क्वायर बन जाएगा पाथ ymΔx के अलौंग m2 2m1m232 यह पावर 32 है और हम डेल्टा x क्यूब कॉमन ले चुके हैं तो डेल्टा x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमें लिमिट माइनस यह m स्क्वायर माइनस m वन प्लस m स्क्वायर 32 यह एक पाथ डिपेंडेंट लिमिट है जोकि m पर डिपेंड करती है और हर बार लिमिट एक अलग नंबर लेती है इस तरह लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती है और फिर से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है अगली प्रॉब्लम में हम यह दिखाएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन fx और fy जो कि पार्शियल डेरिवेटिव हैं वह कंटीन्यूअस नहीं है याद रखिए की पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटीन्यूटी डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए सफिशिएंट कंडीशन है अतः फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है लेकिन fx और fy कंटीन्यूअस नहीं भी हो सकते हैं यदि हम यह प्रूव कर सकें fx और fy कंटीन्यूअस हैं तब सीधे ही हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन यदि हम fx और fy की कंटीन्यूटी यूनिटी प्रूव नहीं कर सकते तब हम f की डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में कंक्लूड नहीं कर सकते fxyx2y2cos 1x2y2 xy00 0xy00 यह एग्जांपल दिखाता है की फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन fx और fy कंटीन्यूअस नहीं है इसलिए अब पार्शियल डेरिवेटिव का एक्जिस्टेंस देखेंगे क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है यदि एक भी नेसेसरी कंडीशन वायलेट होती है तो तब ही हम कह सकते हैं की फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव के एक्जिस्टेंस के लिए फिर से हम डेफिनेशन देखेंगे औरऔर f डेल्टा एक्स जीरो माइनस f00 ओवर डेल्टा एक्स और इस केस में हम यह दिखा सकते हैं कि यह जीरो है क्योंकि f डेल्टा x और डेल्टा y जीरो और डेल्टा x हमारे पास यहां डेल्टा x स्क्वायर आता है इसके बाद 1 ओवर स्क्वायर रूट डेल्टा x स्क्वायर और फिर डेल्टा x से डिवाइड होता है और फिर यह जीरो होता है यहां पर यह कैंसिल हो जाएगा और यह बॉउंडेड होगा और फिर डेल्टा x गोज़ टू 0 यह लिमिट जीरो हो जाएगी fx00fx0 f00x0 fy00f0y f00y 0 इसी प्रकार हम यह दिखा सकते हैं 00 पर fy भी जीरो है और क्योंकि फंक्शन सिमिट्रिक है तो यह फिर से जीरो आता है अब फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं क्योंकि जब xy गोज़ टू 00 तब यह बॉउंडेड है और जब xy गोज़ टू जीरो तब fxy भी जीरो की तरफ जाता है फिर से जब हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदल लेते हैं तब फिर से यह r स्क्वायर और बाकी पूरी बॉउंडेड मिलता है और जब r 0 की तरफ जाता है तब यह भी जीरो हो जाता है चाहे हम इसे पोलर में बदलकर करें या फिर सीधे ही xy को जीरो कर दें x2y2cos 1x2y2 0f00 यह टर्म जीरो की तरफ जाती है और यह बॉउंडेड और साइनाइड सायनाइड हवाई नाइट सा फाईनाईट है तो यह लिमिट सीधे ही 0 आ जाती है जोकि 00 फंक्शन की वैल्यू है अब हमने यह देख लिया कि फंक्शन कंटीन्यूअस है अब हम इस फंक्शन की डिफ्रेंशिएबिलिटी पर आते हैं हम इसे डेल्टा z लेते हैं जोकि z में वेरिएशन है f0 प्लस डेल्टा x जीरो प्लस डेल्टा y माइनस f00 ऐसा होगा क्योंकि f00 की वैल्यू जीरो है अतः xy को रिप्लेस किया जाएगा डेल्टा x डेल्टा y से और यह dz x के रेस्पेक्ट में जीरो पर पार्शियल डेरिवेटिव और जीरो पर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव से मिलकर बना है हम यह देख सकते हैं कि वह वैल्यू जीरो थी और इसीलिए dz जीरो होगा और इस क़ोशिआंट पर अब हम लिमिट लेंगे zf0x0y f00 x2y2cos 1x2y2 डेल्टा z जोकि डेल्टा x स्क्वायर और डेल्टा y स्क्वायर cos टर्म और माइनस 0 से दिया जाता है और यह डेल्टा रोडेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर का स्क्वायर रूट है हम यह देखेंगे कि यहां लिमिट क्या है यह और यह कैंसिल हो जाता है हमारे पास न्यूमैरेटर आता है स्क्वायर रूट इस cos 1 के साथ यह टर्म आसानी से जीरो हो जाएगी जबकि डेल्टा x और डेल्टा y जीरो की तरफ जाते हैं क्योंकि यह टर्म 0 होती है जोकि बॉउंडेड है तब हम सीधे ही इसकी वैल्यू को जीरो कर सकते हैं z dz Δx2Δy2x2Δy2cos 1x2Δy2 x2y2cos 1x2y2 0 इसका मतलब यह है की यदि यह लिमिट जीरो है तब फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इस केस में भी हम ऑब्जर्व करते हैं की फंक्शन डिफरेंशिएबल है अब हमें क्या दिखाना है की पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस हैं और हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं है

y जीरो है यहां पर x डिवाइड किया जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ़ x स्क्वायर जोकि एक्स की एब्सलूट वैल्यू है फिर यह साइन और 1 ओवर फिर से x की एब्सलूट वैल्यू प्लस यह 2x और cos और 1 ओवर एब्सलूट वैल्यू ऑफ x यह x एक्सिस के अलौंग है जिसका मतलब है की y 0 है तो हमें y को ज़ीरो रखना है हम एक पर्टिकुलर पाथ x एक्सिस पर ले रहे हैं जब x जीरो की तरफ राइट हैंड से जाता है तब यह 1 होता है और जब x नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ जाता है तो यह 1 होता है अतः यह डेफिनेट नहीं है हर सिचुएशन में इस पॉइंट पर जैसे भी x 0 की तरफ जाता है तो यह बॉउंडेड है और वेनिश हो जाएगा या जीरो की तरफ जाएगा x एक्सिस के अलौंग fxxy x→0xxsin 1x 2xcos1